प्रॉब्लम में कहां गया है कि एक 220 वोल्टस 200 एम्पेयर 750 आरपीएम की डीसी मोटर है जिसका रिज़िस्टन्स 005 ओम है और लोड टार्क है TL 500−025n n स्पीड आरपीएम में है और स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा दी है जिसे फील्ड कंट्रोल से प्राप्त किया है इसका मतलब है कि V को रेटेड वैल्यू पर कान्स्टन्ट रखा गया है बेस स्पीड या रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड Va कंट्रोल द्वारा प्राप्त की जाती है और मैं मान रहा हूं कि If को एक कान्स्टन्ट के रूप में रखा गया है सामान्य तौर पर यह ऐसे ही किया जाता है और पूछा जा रहा है कि 400 आरपीएम स्पीड पर Va और Ia कितना होगा तो सबसे पहले मै यह रेटेड कन्डीशन के लिए हल करता हूँ रेटेड कन्डीशन के लिए Eb होगा Eb 220−200005 मैं TL का मान भी पता कर सकता हूं TL 500 − 025 750 3125Nm क्योंकि ये सेपरट्ली इक्साइटिड मोटर है तो मुझे करंट को Ia और If में बाँटने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है रेटेड एक्साइटेशन पर टॉर्क कान्स्टन्ट kt होगा kt3125200 अब 400 आरपीएम पर Va और Ia का मान पता करना है मैं 400 आरपीएम पर आर्मेचर करंट का मान पता करने की कोशिश करता हूं सब से पहले लोड टार्क पता करते हैं लोड टार्क होगा TL 500−025400 400Nm टॉर्क कान्स्टन्ट का उपयोग करके आर्मेचर करंट का मान पता कर सकते हैं मैं कह सकता हूँ Ia400kt इससे मुझे करंट मिल जायेगा यह Ia इस लोड टार्क और 400 आरपीएम स्पीड पर है अब मुझे Vt पता करना है कितना होगा Vt Eb IaRa Eb मैं पता कर सकता हूं 400 आरपीएम और रेटेड एक्साइटेशन पर Eb होगा Ebl Eb at 750rpm 400750 अगर 400 आरपीएम पर Eb मेरे पास है जिसे मैंने Ebl कहा है तो 400 आरपीएम पर Va होगा VaEbl IalRa तो ऐसा ही मुझे दूसरी विधि फील्ड कंट्रोल के लिए करना होगा जहां मुझे वोल्टेज को रेटेड वैल्यू पर कान्स्टन्ट रखना होगा छात्र क्या हम Ke को पता करके 400 आरपीएम पर बैक ईएमएफ पता कर सकते हैं प्रोफेसर आप ऐसा भी कर सकते हैं आप इनमें से किसी एक पद्धति का अनुसरण करते हैं तो मैं इस पर सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि हम आम तौर पर मानते हैं कि Kt और Ke समान होते हैं जब तक आप स्पीड का उपयोग रेडियन प्रति सेकंड में करते हैं यदि यह भ्रम है तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके मान्य हैं कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में विसंगति की कुछ मात्रा होती है अगर उनपर गहराई से ध्यान नहीं दिया जाए सिंक्रोनस जेनरेटर के मामले में हमने मूल रूप से कहा था कि रोटर में या तो एक परमानेंट मैगनेट या इलेक्ट्रो मैगनेट लगा है जिसे सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया जाता है अगर यह 2 पोल मशीन है तो सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम होगी अगर यह 4 पोल मशीन है तो यह 1500 आरपीएम होगी आर्मेचर में 3 फेज कंडक्टर होते हैं जो स्टेटर की आंतरिक परिधि में एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थित होते हैं तीनों फेज में इन्दूस्ड ईएमएफ प्राप्त होगा जो एक दूसरे से 120 डिग्री शिफ्ट होगा तो मेरे पास एक मशीन है जिसमे इन्दूस्ड वोल्टेज होगा E 444f𝜙Nkw वाइंडिंग फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि वाइंडिंग डिस्ट्रिब्यूटेड होती हैं और इसमें शॉर्ट पिचिंग भी हो सकती है तो kw kpkd kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और kp पिच फैक्टर है ये दो फैक्टर हैं जो इसमें शामिल होंगे और निश्चित रूप से यह इंडक्शन मशीन में भी होंगे अगर मैं उसे एक जेनरेटर के रूप में उपयोग कर रहा हूं जब हम इंडक्शन मशीन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की थी क्योंकि हमने कभी जेनरेटर के रूप में इंडक्शन मशीन की बात ही नहीं की थी यह एक सिंक्रोनस मशीन की इन्दूस्ड ईएमएफ EMF इक्वेश़न है अब अगर मेरे पास कई सिंक्रोनस मशीन हैं जो सभी ग्रिड से जुड़ी हुई हैं ग्रिड आम तौर पर एक महासागर की तरह है जब मैं एक सिंक्रोनस मशीन की क्षमता की तुलना ग्रिड से करूं तो यह महासागर में एक बूंद की तरह है इसलिए हम ग्रिड को इन्फनिट बस कहते हैं हम इसे इन्फनिट बस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रिड के वोल्टेज और फ्रीक्वन्सी नहीं बदल सकते अगर मैं कहता हूं कि यह 400 वोल्ट है जो मुझे ग्रिड से मेरी प्रयोगशाला में मिल रहा है तो यह 400 वोल्ट पर ही रहेगा यह बहुत बहुत कम विचलन कर सकता है इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि फ्रीक्वन्सी 50 हर्ट्ज है तो यह 50 हर्ट्ज ही रहना चाहिए इसमें अधिकत विचलन 495 से 505 तक हो सकता है फ्रीक्वन्सी और वोल्टेज को मैं सामान्य बनाए रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि उनमें से कई अपनी पॉवर इन्फनिट बस में जमा कर रहे हैं और वे सभी वोल्टेज और फ्रीक्वन्सी के एक विशेष मूल्य पर काम कर रहे हैं इसलिए अगर कोई एक लोड जोड़ा जाए या लोड हटाया जाए तो वोल्टेज और फ्रीक्वन्सी में शायद ही कोई परिवर्तन दिखाई दे हाँ अगर मैं एन जेनरेटर को ग्रिड से पूरी तरह से हटाने की कोशिश करूं तो इससे फर्क पड़ेगा यदि ग्रिड X मेगावाट की आपूर्ति कर रहा है और मैं इससे इतने सारे जेनरेटर को हटाने जा रहा हूं जिनकी पॉवर Y मेगावाट है जहां Y लगभग X के तुलनीय है यहां तक कि 50 प्रतिशत या कुछ और तब पॉवर में असंतुलन होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह कि अगर X मेगावाट मेरी ग्रिड जेनरेशन है जो लोड की मांग के हिसाब से है तो ग्रिड पर लोड की मांग X मेगावट होगी अचानक अगर मैं एक्स मेगावट से वाई मेगावट कम करूं अर्थात् बहुत सारे जेनरेटर ग्रिड से अलग हो जायें ऐसा किसी फाल्ट के कारण भी हो सकता है या जेनरेटर काम करना बंद कर दे सभी एक साथ काम नहीं कर रहे ऐसा तो कम ही होगा लेकिन हम कहते हैं कि कुछ हुआ जिससे मुझे हटाना पड़ा जब हमने इसे हटाया तो क्या होगा पावर में असंतुलन होगा जिसके कारण मुझे इतना लोड कम करना होगा लोड में कटौती का मतलब यह है कि जो स्विच लोड को ग्रिड से जोड़ रहा है उसको हटाना होगा हम कहें कि मेरे घर की सप्लाई फ्यूज के माध्यम से ग्रिड से जुड़ी है यदि मैं फ्यूज निकालता हूं तो यह खुल जायेगा ऐसे ही अगर मैं कई लोड हटा दूं तो Y मेगावाट हो जाएगा तो लोड भी X माइनस Y मेगावाट हो गया अब यह पूरी तरह से ठीक है इसके बजाय अगर मैंने अपना लोड नहीं हटाया है मैंने अभी अपना लोड जुड़ा रहने दिया है मुझे नहीं पता है कि इतने सारे जेनरेटर बाहर हो चुके हैं उस स्थिति में जो होने वाला है वह यह है कि जो कुछ भी जेनरेटर पहले से ही काम कर रहे हैं उनकी किनेटिक एनर्जी समाप्त होगी मशीन के घूमने वाले हिस्सों में जमा होने वाली किनेटिक एनर्जी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी स्टीम टर्बाइन या हाइड्रो टर्बाइन जो इस मशीन को घुमा रहे थे उनके पास केवल एक सीमित क्षमता है तो वह जो भी प्रदान कर रहे थे उससे अधिक पॉवर प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे तो घूमने वाले हिस्सों में जमा किनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित हो जाएगी और फिर यह अपनी क्षमता से अधिक लोड पोषित करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से स्पीड कम हो जाएगी जब स्पीड नीचे आएगी तो फ्रीक्वन्सी नीचे आएगी यदि फ्रीक्वन्सी नीचे आती है तो अंत में ग्रिड फेल हो जाएगी ऐसा तब होता है जब किसी एक लाइन को अचानक बंद कर दिया जाए आइए हम कहते हैं कि मेरे पास दादरी पावर स्टेशन है जो भारी मात्रा में बिजली पैदा कर रहा है जो दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर रहा है इसलिए अगर दादरी पावर स्टेशन के स्विच यार्ड में कोई समस्या हो जाए स्विच यार्ड सभी जेनरेटर को एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से ग्रिड से जोड़ता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है अगर हम कहें कि स्विच यार्ड में कुछ समस्या है जिसके कारण कई सर्किट ब्रेकर खोले गए हैं तो अब दादरी का कोई भी जेनरेटर दिल्ली ग्रिड से नहीं जुड़ा है तो अब क्या होगा जबकि दिल्ली में पॉवर की खपत बहुत अधिक है अगर लोगों का ध्यान नहीं गया है और उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे लोड बंद नहीं किए तो फिर आप देखेंगे यह अन्स्टेबल स्थिति में बदल जायेगा क्योंकि फ्रीक्वन्सी गिर जाएगी क्योंकि स्पीड गिर जाएगी और अंततः यह बहुत अन्स्टेबल हो जाएगी ऐसा ही कुछ साल पहले हुआ था मुझे याद नहीं 2010 या 2011 हो सकता है पूरी उत्तरी ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली की बहुत बड़ी कटौती हुई थी ऐसा इसलिए हुआ था की एचवीडीसी लिंक जो रिहंद वाराणसी के पास से दादरी आ रहा है बंद हो गया था जिसने पूरी तरह से पूरी उत्तरी ग्रिड को अंधकार में डाल दिया था इसलिए मैं आपको मूल रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्फनिट बस इन्फनिट है जब तक मुझे लगता है कि चीजें ठीक हैं यदि उनमें से कई जेनरेटर या कई लोड किसी कारण बाहर हो गए हैं ऐसा तब भी हो सकता है जब एक फीडर पूरी तरह से ट्रिप होजाए फीडर एक ट्रांसमिशन लाइन है जो किसी औद्योगिक क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करती है अगर कुछ हटता है तो पावर में असंतुलन होगा अगर पॉवर जनरेशन और लोड के बीच असंतुलन है तो स्पीड या तो बहुत ज्यादा बढती जाएगी या फ़िर तेजी से कम होती जाएगी यदि जनरेटिंग स्टेशन को पता चलता है कई लोड बंद हो गए हैं तो उन्हें स्टीम की मात्रा को कम करना होगा जो वे स्टीम टरबाइन में पंप कर रहे हैं अगर वे देखते हैं कि अधिक से अधिक लोड आ रहा है तो उन्हें स्टीम टरबाइन में जाने वाली स्टीम को बढ़ाना होगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके स्पीड कान्स्टन्ट है स्टीम की विभिन्न मात्राओं के कारण टार्क बदल रहा है स्पीड तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि पावर में असंतुलन न हो इसलिए जब भी मैं किसी जेनरेटर को ग्रिड से जोड़ता हूँ तो यह एक बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया होती है जेनरेटर को ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया को सिंक्रोनाइज़ेशन के रूप में जाना जाता है तो जेनरेटर के सिंक्रनाइज़ेशन का मतलब है कि मैं जेनरेटर को ग्रिड जोड़ रहा हूँ और ग्रिड वोल्टेज और फ्रीक्वन्सी को नहीं बदल सकते हैं इसलिए मुझे वोल्टेज को संशोधित करना होगा अगर यह मैच नहीं हो रहा है और अगर फ्रीक्वन्सी मैच नहीं हो रही है तो मुझे उसे संशोधित करना होगा मैं केवल अपने जेनरेटर को ही संशोधित कर सकता हूँ मैं इन्फनिट बस को संशोधित करने की उम्मीद नहीं कर सकता जो संभव नहीं है तो आइए एक नज़र डालते हैं कि सिंक्रोनाइज़ेशन की प्रक्रिया क्या है इसलिए सबसे पहले हम ओसीसी या ओपन सर्किट केरक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत संक्षेप में बात करते हैं इसके बारे में हम डीसी मशीन में भी विस्तार से बात कर चुके हैं और यह सिंक्रोनस मशीन में भी लगभग समान है तो OCC सिंक्रोनस स्पीड पर जेनरेटेड फेज या लाइन से लाइन वोल्टेज वर्सज़ If है इसलिए यदि मैं कहता हूं कि मैं अपना प्राइम मूवर सिंक्रोनस स्पीड पर चला रहा हूं और मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जेनरेटेड वोल्टेज वर्सज़ फील्ड करंट क्या है तो यह मुझे ओसीसी प्रदान करता है तो ओसीसी कुछ इस तरह होगा यह Eg है और यह If है हो सकता है कि If की एक विशेष मूल्य पर यह Eg प्राप्त कर रहा हूं जो लगभग रेटेड वोल्टेज है मान लीजिए कि मेरी मशीन का रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट लाइन से लाइन या 230 वोल्ट प्रति फेज है अगर मैं लाइन से लाइन वोल्टेज माप रहा हूँ और यह 400 वोल्ट आरएमएस लाइन वोल्टेज है इसलिए इस फील्ड करंट को आमतौर पर रेटेड फील्ड करंट या रेटेड एक्साइटेशन कहा जाता है यह मेरा रेटेड एक्साइटेशन या रेटेड फील्ड करंट है और मैं आमतौर पर मान रहा हूं कि If और फ्लक्स के बीच लिनीअर रिलेशन नहीं हैं लेकिन उनमे ऑपरेटिंग पॉइन्ट तक काफी हद तक लिनीअर रिलेशन है आम तौर पर मैं इसे सैचरेशन से ठीक पहले आपरेट करने का प्रयास करूंगा तो यह मेरा फील्ड करंट है निश्चित रूप से वोल्टेज मैग्निटूड फील्ड करंट को नियंत्रित करके नियंत्रित किया जा सकता है और स्पीड को नियंत्रित करके फ्रीक्वन्सी को नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए मेरे पास जेनरेटर में दो विशिष्ट कंट्रोल हैं एक एक्साइटेशन कंट्रोल होगा जो वोल्टेज मैग्निटूड को कंट्रोल करेगा और दूसरा स्पीड कंट्रोल है प्राइम मोवर की स्पीड को कंट्रोल करके फ्रीक्वन्सी को कंट्रोल किया जाएगा जब भी मैं ग्रिड के साथ जेनरेटर को सिंक्रनाइज़ करना चाहता हूं तो मुझे निश्चित रूप से पहले इस चीज को देखना होगा कि वे मैच कर रहे हैं या नहीं तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए वास्तव में मैं 4 प्रमुख मापदंडों को देखूंगा एक वोल्टेज मैग्निटूड है जिसे मैं निश्चित रूप से एक्साइटेशन की मदद से समायोजित कर सकता हूं दूसरे मैं जिस की जांच करूंगा वह फेज सीक्वेंस है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे फेज सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है मैं अपने जेनरेटर में एबीसी जेनरेट कर रहा हूं हो सकता है कि ग्रिड में एसीबी हो या जिसे मैं बी सोच रहा हूं वास्तव में वह सी हो और जिसे मैं सी सोच रहा हूं वास्तव में वह बी हो जो मुझे नहीं पता अगर ग्रिड से जोड़ने के लिए मैं ऐसे ही स्विच बंद करूं तो जेनरेटर पूरी तरह से जल जाएगा और मैं ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि जब मैं ग्रिड वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूं तो यह हो सकता है कि Vb वास्तव में Vm sin𝝎t −120 हो मैं अपने जेनरेटर में जिसे B फेज सोच रहा हूं हो सकता है कि वह Vm sin𝝎t 120 हो मैं निश्चित रूप से इन दोनों को नहीं जोड़ कर सकता यह तो लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट की तरह है मैं दो अलग अलग वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट की कोशिश कर रहा हूं जो घातक होगा अगर फेज सीक्वेंस अलग हैं तो मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता छात्र क्या फ्रीक्वन्सी में परिवर्तन के साथ वोल्टेज मैग्निटूड नहीं बदलेगा प्रोफेसर जेनरेटेड वोल्टेज स्पीड पर भी निर्भर करता है लेकिन अगर मैं पहले से ही 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वन्सी ले आया हूं तो मैं स्पीड को बदलना पसंद नहीं करूंगा जाहिर है कि वोल्टेज मैग्निटूड फ्रीक्वन्सी के साथ साथ फ्लक्स पर भी निर्भर करता है अगर मैं पहले ही अपनी फ्रीक्वन्सी 50 हर्ट्ज तक ले आया हूं तो मैं इसको बदलना पसंद नहीं करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए मैं If को समायोजित करूंगा इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन मुख्य रूप से मैं एक्साइटेशन पर ध्यान दे रहा हूं क्योंकि यह अन्य पैरामीटर को प्रभावित नहीं करेगा तो मुझे फेज सीक्वेंस को भी मैच करना होगा अगर फेज सीक्वेंस मैच नहीं होते हैं तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी तीसरी चीज जो मुझे मैच करनी है वह है फ्रीक्वन्सी दोनों वोल्टेज की फ्रीक्वन्सी मैच होनी चाहिए अगर वे मैच नहीं हो रही हैं तो किसी समय दोनों बराबर होंगे और कुछ समय बाद दोनों में फेज डिफरन्स होगा मैं दोनों वेबफॉर्म को बनाता हूं एक 50 हर्ट्ज की है हम कह सकते हैं कि यह ग्रिड वोल्टेज वेवफॉर्म है और दूसरी 49 हर्ट्ज की है इन दोनों में फेज शिफ्ट धीरे धीरे और लगातार बढ़ेगा एक वेव फॉर्म sin𝝎1t के अनुरूप है और दूसरी sin𝝎2t अनुरूप है तो अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि 𝝎1 और 𝝎2 में क्या अंतर है तो 𝝎1 𝝎2 t समय के साथ साथ आगे बढ़ता जायेगा तो मेरे पास एक वेवफॉर्म की फ्रीक्वन्सी 50 दूसरे वेवफॉर्म की फ्रीक्वन्सी 49 हैं इसलिए फ्रीक्वन्सी में 1hertz का अंतर होगा इसलिए पहले वेवफॉर्म और दूसरे वेवफॉर्म में फेज डिफरन्स 2𝝅 1 t होगा इसलिए मुझे फ़्रीक्वेंसी के साथ साथ फ़ेज़ को भी मैच करना होगा सभी 4 को मैच करना है वोल्टेज मैग्निटूड मैच करने है फेज सीक्वेंस मैच करना है फ्रीक्वन्सी मैच करना है फेज को भी मैच होना चाहिए लेकिन फेज और फ्रीक्वन्सी एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हैं इसलिए यह प्रक्रिया आम तौर पर अधिकांश पॉवर स्टेशन में ऑटोमैटिक होती है जहां मुझे वास्तव में जेनरेटर को ग्रिड से सिंक्रनाइज़ करना होता है जो ऑटोमैटिक होता है कियोंकि आप 100 मेगावाट की बात कर रहे हैं इसलिए आप इसे मैन्युअल रूप से नहीं करना चाहते कि कोई गड़बड़ी हो और सबकुछ आप पर आए तो यही कारण है कि यह आम तौर पर ऑटोमैटिक होता है लेकिन प्रयोगशाला में आमतौर पर मैन्युअल रूप से करते हैं तो अब हम सिंक्रोनाइज़ेशन प्रॉसेस पर थोड़ा गौर करते हैं कि यह छोटे जेनरेटर के लिए कैसे किया जाता है जेनरेटर के मेरे पास 3 टर्मिनल हैं जो आर्मेचर टर्मिनल हैं यहां मेरा ग्रिड है यहाँ से भी मुझे 3 टर्मिनल मिल रहे हैं मैं इन स्विच को बंद करने की सोच रहा हूं यह स्विच बंद है यह दूसरा स्विच है जिसे मैं बंद करना चाहता हूं यह तीसरा स्विच है जिसे मैं बंद करना चाहता हूं तो ये सिन्क्रोनिज़िंग स्विच हैं मैं जेनरेटर को सीधे ग्रिड से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं अगर दोनों हर तरह से मैच नहीं हो रहे हैं तो यह दो अलग अलग वोल्टेज सोर्स को शार्ट सर्किट करने जैसा होगा चाहे फ्रीक्वन्सी अलग है फेज अलग है फेज सीक्वेंस अलग है जो कुछ भी हो इसे आप यहां देखें एक वोल्टेज यह है जो जेनरेटर का V है और यह ग्रिड का V है आप देखें कि इस पॉइंट पर दोनों वोल्टेज के बीच कोई अंतर नहीं है तो आप इस पॉइंट पर स्विच को बंद कर सकते हैं तो ठीक है लेकिन अगर मैं यहां स्विच को बंद करने की कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच बड़ी मात्रा में वोल्टेज अंतर है अगर मैं अधिक वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करूं तो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक करंट फ्लो होगा उन दो पॉइंट के बीच जहां मैं स्विच बंद करने की कोशिश कर रहा हूं रिज़िस्टन्स कितना है यह सचमुच जीरो है तो करंट बहुत अधिक होगा इसलिए जब मैं जेनरेटर को ग्रिड से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जेनरेटर के टर्मिनल का वोल्टेज ग्रिड के वोल्टेज के बिल्कुल समान हो अन्यथा एक बड़ी मात्रा शॉर्ट सर्किट करंट की होगी जो जेनरेटर से ग्रिड में फ्लो होगा और जेनरेटर पहले बंद हो जायेगा इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता इसलिए जब मैं आम तौर पर प्रयोगशाला में सिंक्रनाइज़ कर रहा होता हूं तो हम इस तरह करने की कोशिश करते हैं यहां जेनरेटर है और मैं जेनरेटर को मूल रूप से 3 फेज वाइंडिंग से दिखा रहा हूँ और यहाँ यह फील्ड वाइंडिंग है प्रयोगशाला में हम एक इलेक्ट्रो मैगनेट का प्रयोग करते हैं न कि परमानेंट मैगनेट का क्योंकि मैं एक्साइटेशन को नियंत्रित करना चाहता हूं यह मेरा If है अब मेरे पास जेनरेटर के 3 टर्मिनल हैं और यह मेंस है जो प्रयोगशाला में हैं यह इन्फनिट ग्रिड के समान है और मैं सामान्य रूप से यहां वोल्टेज को मापने जा रहा हूं और जेनरेटर टर्मिनल पर वोल्टेज को मापने जा रहा हूं यदि दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं तो मैं एक्साइटेशन को समायोजित करुंगा जब तक कि मैं यह नहीं देख लेता कि दोनों वोल्टेज समान हैं तो वोल्टेज मैग्निटूड मैच करना बहुत सरल है यह बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन पहले मुझे प्राइम मूवर से जुड़े हुए रोटर को एक ऐसी स्पीड पर चलाना होगा जो सिंक्रोनस स्पीड के अनुरूप है चूंकि मुझे पता है कि ग्रिड की फ्रीक्वन्सी 50 हर्ट्ज के करीब है तो मुझे यह फ्रीक्वन्सी भी 50 हर्ट्ज के करीब करना होगी तो पहले मैं प्राइम मूवर को शुरू करता हूं जिससे मशीन में जेनरेशन प्रॉसेस शुरू हो जायेगा और जब यह जेनरेट हो रहा है तो मैं नाप सकता हूं कि वोल्टेज का मान क्या होगा एक्साइटेशन को समायोजित करके वोल्टेज को मैच किया जाना चाहिए तो मैंने लगभग फ्रीक्वन्सी को मैच कर लिया और लगभग मैग्निटूड को भी मैच कर लिया यह मैंने कर लिया है अब मुझे फ्रीक्वन्सी को सही से मैच करना है मुझे फेज सीक्वेंस को भी मैच करना है फेज सीक्वेंस इन्डकेटर का उपयोग कर सकते हैं अगर नहीं है तो हम इसे मैन्युअल रूप से भी कर सकते हैं हम यह कैसे करते हैं आम तौर पर हम यह इस तरह करने की कोशिश करते हैं यहां हम 2 लैंप जेनरेटर टर्मिनल और ग्रिड टर्मिनल के बीच कनेक्ट करते हैं हम दो बल्ब क्यों कनेक्ट करते हैं क्योंकि आमतौर पर हमारी मशीन का रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट प्रति फेज या 400 वोल्ट लाइन से लाइन होता है आम तौर पर जो बल्ब हम उपयोग करते हैं वह सिंगगल फेज पर काम करते हैं अर्थात 230 वोल्ट पर अगर मैं 400 वोल्ट लगाऊं तो यह सहन नहीं कर पाएगा इसलिए दो बल्ब को सीरीज में जोड़ना बेहतर रहेगा यदि आप दो बल्ब को सीरीज में रखते हैं तो यह इन दोनों टर्मिनल के बीच एक विशाल वोल्टेज डिफरेंस को आसानी से सहन कर लेंगे इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक टर्मिनल पर सामान्य रूप से 2 बल्ब लगाऊंगा मैं 2 और बल्ब यहां और 2 और बल्ब यहां लगाने जा रहा हूं अब यदि फ्रीक्वन्सी बिलकुल मैच हो रही हैं और फेज सीक्वेंस भी मैच हो रहे हैं और मैग्निटूड भी मैच हो रहे हैं और यदि दोनों वोल्टेज में फेज डिफरन्स नहीं है तो बल्ब बिल्कुल नहीं चमकेंगे यदि दो वोल्टेज बिल्कुल मैच हो रहे हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे बल्ब चमक सकें लेकिन मेरे लिए इतना सटीक मैच कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं ग्रिड फ्रीक्वन्सी 50 हर्ट्ज सोच रहा हूँ वास्तव में यह 4998 हर्ट्ज हो सकती है एक छोटा सा अंतर तब भी है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और आप जो स्पीड 1500 आरपीएम नाप रहे हैं इन्डकेटर उसे 1500 दिखा रहा है लेकिन यह मापने की त्रुटि के कारण 1498 हो सकती है तो हम जो देखेंगे वह वास्तव में यह है अगर मेरे पास यह दो सप्लाई हैं एक sin𝜔1t है दूसरी sin𝜔2t है जिनमे से एक जेनरेटर से है दूसरी ग्रिड से है जब मैं इन दोनों के बीच अंतर देख रहा हूं जो वास्तव में बल्ब पर होगा तो बल्ब पर sin𝜔1t−sin𝜔2t होगा तो अनिवार्य रूप से 𝜔1 𝜔2 एक कम्पोनन्ट होगा 𝜔1 −𝜔2 दूसरा कम्पोनन्ट होगा तो 𝜔1𝜔2 एक बहुत बड़ी फ्रीक्वन्सी होगी इसलिए मैं इन्टेन्सिटी को बढ़ते और घटते हुए नहीं देख पाऊंगा लेकिन 𝜔1 −𝜔2 मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा क्योंकि यह बहुत धीमी गति से चल रहा है अगर फ्रीक्वन्सी 49 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज तो अंतर 1 हर्ट्ज होगा तो जिस दर पर साइनसॉइडल वेव बढ़ रही है और कम हो रही है वह sin𝜔1 −𝜔2t के अनुरूप होगा तो बल्ब की इन्टेन्सिटी लाइट की इन्टेन्सिटी एक साइनसॉइडल फैशन में बढ़ेगी और घटेगी ऐसा लगेगा जैसे कि यह एक साइनसॉइडल फैशन में है लेकिन यह I2 के समानुपाती है तो यह भी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी यह केवल पाज़िटिव इन्टेन्सिटी देगा तो आप देखेंगे कि लाइट की इन्टेन्सिटी बढ़ रही है और कम हो रही है यदि जिस दर पर इन्टेन्सिटी बढ़ रही है और घट रही है वह अधिक है तो 𝜔1 −𝜔2 अधिक होगा अगर वह दर जिस पर इन्टेन्सिटी कम हो रही है और बढ़ रही है धीमी है तो इसका मतलब है कि 𝜔1 और 𝜔2 बहुत अच्छी तरह से मैच हो रहे हैं इसलिए मुझे लगातार बल्ब देखना होगा और स्पीड को थोड़ा समायोजित करना होगा अगर मैं स्पीड को समायोजित करता हूं अगर मुझे लग रहा है कि यह 1500 आरपीएम पर चल रहा है मैंने इसे बढ़ाकर 1510 या 1515 आरपीएम कर दिया है मैं देख रहा हूं कि इन्टेन्सिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तेजी से घट रही है जिसका मतलब है कि मैं गलत दिशा में चला गया है तो मुझे वापस आना होगा हम प्रयोगशाला में प्राइम मूवर के रूप में डीसी मोटर का उपयोग करते हैं तो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए हम प्राइम मूवर की स्पीड को समायोजित करने की कोशिश करते हैं जो कि वास्तव में मेरी डीसी मोटर है इसके फील्ड या आर्मेचर को समायोजित करके मैं गति को समायोजित करने का प्रयास करूंगा मैं स्पीड 1500 से ऊपर भी कर सकता हूँ और 1500 से नीचे भी कर सकता हूँ यह इस पर पर निर्भर करेगा कि इन्टेन्सिटी में बदलाव तेज़ी से हो रहा है या धीमे हो रहा है जो वास्तव में यह तय करेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं तो यह इस तरह से हो सकता है यह वास्तव में धीरे धीरे हो रहा है आप इन्टेन्सिटी में बदलाव होते हुए देखेंगे इन्टेन्सिटी में बदलाव किसी पॉइंट पर बहुत ही धीरे धीरे होगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यही वह पॉइंट है जहाँ हमारी फ्रीक्वन्सी मैच हो रही है तो मैग्निटूड मैच हो गए फ्रीक्वन्सी मैच हो गई यदि फेज सीक्वेंस समान हैं तो तीनो फेज के बल्ब की इन्टेन्सिटी में बदलाव एक साथ होगा अगर मेरे पास यह जेनरेटर का A है यह जेनरेटर का B है और यह जेनरेटर का C है और यह ग्रिड का A है और यह ग्रिड का B है और और यह ग्रिड का C है तो मुझे सभी बल्ब चमकते हुए दिखेंगे यदि फ्रीक्वन्सी मैच हो रही है लेकिन फेज डिफरन्स है मैंने यहाँ एक छोटा सा फेज डिफरन्स दिखाया है फ्रीक्वन्सी मैच हो रही है फेज सीक्वेंस भी मैच हो रहा है इन दोनों के बीच एक वोल्टेज निरंतर बना हुआ है इन दोनों के बीच जो अंतर है उसकी मुझे गणना करनी है तो इन दोनों के बीच का अंतर कुछ इस तरह होगा तो तीनों फेज में डिफरन्स होगा जो लगभग समान हैं तो हम देखेंगे कि सभी लगभग समान रूप समान इन्टेन्सिटी के साथ चमक रहे हैं यदि फेज सीक्वेंस भिन्न होता तो बहुत स्पष्ट रूप से यह इस दिशा में घूमता जबकि यह विपरीत दिशा में घूम रहा होता यही फेज सीक्वेंस के भिन्न होने का मतलब है एबीसी होने के बजाय अगर यह एसीबी है तो इसका मतलब है कि यह विपरीत दिशा में घूम रहा है अब मुझे ए और ए बी और बी और सी और सी के बीच के अंतर को देखना होगा और बहुत स्पष्ट रूप से वे एक साथ नहीं बदल रहे होंगे वास्तव में वे ए और ए बी और बी सी और सी के बीच के अंतर के अनुसार बदल रहे होंगे वास्तव में वे समान इन्टेन्सिटी के साथ नहीं बदल रहे होंगे यह एक प्रकार का स्टेप्ड वेरीएशन होगा पहले किसी एक में अंतर अधिक होगा उसके बाद दुसरे में और कुछ समय बाद तीसरे में अधिक होगा ये उनमे एक समान नहीं होगा तो हम देख पाएंगे कि फेज सीक्वेंस मैच नहीं हो रहे हैं अगर तीनो बल्ब की इन्टेन्सिटी एक साथ नहीं बदल रही है बजाय इसके कि वे इन्टेन्सिटी में भिन्नता प्राप्त कर रहे हैं आप मैथमैटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग निश्चित रूप से इसका पता लगाने में सक्षम होंगे एक 𝜔1t −𝜔2t होगा दूसरा 𝜔1t −120−𝜔2t 120 होगा तीसरा होगा 𝜔1t 120−𝜔2t −120 देखने की कोशिश करें कि तीनो वेवफॉर्म कैसे आते हैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता होगा कि अंतर को फेज में नहीं होगा एक जैसा नहीं होगा तो अगर फेज सीक्वेंस अलग अलग हैं तो मैं यह कर सकता हूँ कि इन दोनों कनेक्शन को आपस में बदल दूं इसलिए मुझे इसे यहां लाना है इसे यहां रखना है जो एकमात्र तरीका है मुझे सिर्फ दो टर्मिनल को इंटरचेंज करना है यदि फेज सीक्वेंस गलत हैं तो मैं इन्फनिट बस को नहीं बदल सकता जो मेरे हाथ में नहीं है इसलिए मुझे केवल अपने जेनरेटर के दो टर्मिनल को बदलना होगा जिस से फेज सीक्वेंस मैच हो जायेगा तो अब हम जानते हैं कि मैग्निटूड कैसे मैच करें फ्रीक्वन्सी कैसे मैच करें और फेज सीक्वेंस कैसे मैच करें लेकिन जब जेनरेटर चल रहा तब आप यह इंटरचेंजिंग नहीं कर सकते तो पहले सब कुछ आपको बंद करना होगा फिर नए सिरे से शुरू करना होगा जब जेनरेटर चल रहा हो तो कभी ऐसा न करें तो पहले आप इसे पूरी तरह को बंद कर दें नए सिरे से शुरू करें डीसी मोटर को फिर से शुरू करें इसे 1500 आरपीएम पर लाएं एक्साइटेशनइ को रेटेड मूल्य पर लाएं फिर मैग्निटूड को देखें मैग्निटूड को मैच करें अब आपको पता है कि कम से कम फेज सीक्वेंस तो मैच हो रहा है तो अब आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अब फ्रीक्वन्सी यह देखकर मैच करें कि यह किस दर से उन सभी चीजों को बदल रहा है अब किसी पॉइंट पर भले ही फ्रीक्वन्सी में थोड़ा अंतर हो जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे यह मेरा जेनरेटर साइनसॉइड है और शायद दूसरे की फ्रीक्वन्सी लगभग इसके पास है लेकिन फिर भी एक छोटा अंतर हो सकता है क्योंकि मैं इसे मैन्युअल रूप से कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं पता कि यह 4995 है या 50 है फिर भी एक छोटा सा फेज एरर जमा होगा लेकिन किसी पॉइंट पर फेज अंततः मैच हो जाएंगे क्योंकि मैं 𝜔1 −𝜔2t को देख रहा हूं तो यह अनिवार्य रूप से किसी पॉइंट पर मैच करेगा जब 𝜔1 −𝜔2t 360 डिग्री हो जाएगा तो यह मैच करेगा जब यह मैच करेगा तो आपके सभी बल्ब अंधेरे में होंगे उस पॉइंट पर आपको स्विच बंद करना होगा तो आपको जो करना है पहले वोल्टेज मैग्निटूड को मैच करना होगा फिर फ्रीक्वन्सी मैच की जाएगी यह सुनिश्चित कर लें कि फेज सीक्वेंस मैच हो गया है संभावना है की फेज अभी भी मैच न हो लेकिन क्योंकि थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वन्सी में अंतर है फेज बदल रहा है किसी पॉइंट पर फेज मैच हो जायेगा इसके अतिरिक्त कोई और तरीका नहीं है कि किसी पॉइंट पर 𝜔1 −𝜔2t 360 डिग्री या 2Π रेडियन हो जाए उस पॉइंट की प्रतीक्षा करें जहां सभी तीन जोड़ी बल्ब जीरो इन्टेन्सिटी पर आ जायें तब स्विच को बंद कर दें यही हम सिंक्रनाइज़ेशन में करते हैं इसलिए अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइज़ेशन एक बड़ी प्रक्रिया है और सभी 4 को मैच करना होगा यदि सभी 4 को मैच नहीं किया जाता है तो दो अलग अलग वोल्टेज को जोड़ने के कारण निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी कल्पना करें कि जेनरेटर 20 किलो वोल्ट जेनरेट करने जा रहा है आम तौर पर वोल्टेज 20 से 30 किलो वोल्ट से अधिक पर जेनरेट नहीं होता और वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो हम इसे 465 केवी या 450 केवी पर प्रेषित करते हैं 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन भी हैं इसलिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं वोल्टेज स्टेप अप करने के बाद यह वास्तव में ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है इसलिए आप यहां गलती सहन नहीं कर सकते आप 700 या अधिक केवी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए अगर हम इसे प्रॉपर सिंक्रनाइज़ेशन के बिना कनेक्ट करने का प्रयास करें तो यह घातक होगा तो इसके लिए आम तौर पर हम पावर स्टेशन में सिंक्रो स्कोप नामक एक चीज का उपयोग करते हैं जो वास्तव में सब कुछ स्वचालित रूप से जांच करेगा और फिर इसे कनेक्ट करेगा